डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस के सत्र में आपका स्वागत है इस अंतिम सत्र में हमने सिर्फ यह देखना शुरू कर दिया था कि डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस क्या है और डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस की उपयोगिता क्या है इसका उपयोग क्यों किया जाता है और वहीं हमने कहा कि 2 बुनियादी तकनीकें हैं जिनका उपयोग इसी तरह के उद्देश्य के लिए किया जाता है कि डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस क्या करता है डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस मूल रूप से 2 या 3 समूहों कई समूहों के बीच भेदभाव करता है और हमें स्कोर देता है जो हमें इस समूह को उचित तरीके से अलग करने में मदद करता है तो हम कहते हैं कि ऐसे कई मामले हैं जहां हमारे डिपेंडेंट वैरिएबल डिपेंडेंट वैरिएबल को श्रेणीगत पैमाने में श्रेणीबद्ध तरीके से मापा गया है और इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स इसके बजाय निरंतर जारी रखने के तरीके में हैं इसलिए जब यह स्थिति हमारे साथ होती है तो यही वह समय होता है जब हम डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस का उपयोग करते हैं या कोई अन्य तकनीक होती है जिसका उपयोग उसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी किया जाता है रिग्रेशनका एक विशेष मामला रिग्रेशन इसलिए रिग्रेशन और डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस के बीच एकमात्र अंतर यह है कि डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस हालांकि यह इसे देता है उदाहरण के लिए कई श्रेणीबद्ध मूल्य लेते हैं हमें बताएं कि 3 समूह 1 2 3 हैं यह ले सकता है और यहां तक कि आप 3 4 को भी जान सकते हैं यह एक तस्वीर दे सकता है कि यह समूह कैसे एक दूसरे से अलग हैं लेकिन दूसरी ओर लॉजिस्टिक आमतौर पर केवल उन मामलों के लिए लागू किया जाता है जहां 2 संभावनाएं 0 हैं और 1 हां या नहीं इस तरह का मामला होगा या इस तरह का मामला नहीं होगा लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक फायदा यह है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आप की सामान्यता से प्रभावित नहीं होता है अगर वहाँ डेटा की सामान्यता का उल्लंघन है तो सामान्यता का उल्लंघन अगर यह अभी भी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा काम करता है लेकिन दूसरी ओर अगर सामान्यता होती है तो डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस में कुछ समस्याएं दिखाई देंगी लेकिन अन्यथा दोनों तकनीक समान रूप से मजबूत और शक्ति हैं और व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है और इसलिए यह ऐसा करता है जिससे आपको 2 या 3 समूहों के बीच भेदभाव करने में मदद मिलती है इसलिए हम इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स की सहायता से कह सकते हैं कि जो भी गुणांक या भार आपको प्राप्त होता है उसे शामिल करके आप एक स्कोर बना सकते हैं जो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनैंट स्कोर है अब यह स्कोर आपको सही तरीके से यह जानने में हमारी मदद करता है कि क्या एक नया उम्मीदवार या एक नया मामला जो तस्वीर में आएगा वह किस समूह में आएगा उदाहरण के लिए हमें बताएं कि 4 समूह हैं इसलिए इन समूहों में कुछ मापदंडों के आधारों पर विचलन है यह पैरामीटर इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स हैं जो हमें इतना इंडिपेंडेंट वैरिएबल 1 इंडिपेंडेंट वैरिएबल 2 कहते हैं और आगे बढ़ते हैं इसलिए यह पिछले मानों से यह मान लेते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था लोगों को दिए गए ऋण के रूप में बैंक एक बैंक है और कुछ लोगों ने ऋण को डिफ़ॉल्ट किया है कुछ लोगों ने ऋण को सही समय में दिया है वे जानते हैं कि इन 2 लोगों को लेने से पहले उन्होंने अपनी ईएमआई या पैसा जमा किया है आप जिस तरह के लोगों को जानते हैं एक डिस्क्रिमिनैंट स्कोर की गणना की जा सकती है जो केवल एकरिग्रेशन के समान है इसलिए यह चलता है जहां X1 x2 x3 आपके इंडिपेंडेंट वैरिएबल्सहैं इसलिए इसे लेने से वज़न उन गुणांकों सहित गुणांक होते हैं यह क्या है यह आपको एक नया ग्राहक या एक नया व्यक्ति प्राप्त करने में मदद करता है जो ऋण के लिए बैंक में आया है फिर अपने मूल्यों को X1 x2 x3 में रखकर और कोफिशिएंट्स यह कोफिशिएंट्स का उपयोग कर सकता है यह कह सकता है कि क्या नया व्यक्ति डिफॉल्टर होगा या बहुत उत्पादक होगा जिसे आप बैंक के लिए जानते हैं इसलिए यह एक बुनियादी उपयोगिता है तो आइए एक उदाहरण लेते हैं ताकि भेदभाव करने वाला अपने बहुत लोकप्रिय और उच्च सभी प्रकार के वित्तीय बाजारों में उपयोग किया जाता है जो आप जानते हैं कि निर्णयों में भी एक तरह से श्रेणीबद्ध तरीके से लिया जाना है कि क्या मैं यह करूँगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा आप इस तरह की बात जानते हैं इसलिए यह वह मामला है जो मैं उदाहरण के लिए लाया हूं अब यह मामला जो करता है वह मूल रूप से यह बताता है कि दो प्रकार की खोपड़ी अब खोपड़ी बहुत दिलचस्प मामला है क्या हुआ सिक्किम के क्षेत्र से दो प्रकार की खोपड़ी मिली हैं जो तिब्बत क्षेत्र के करीब है और एक अन्य प्रकार का टाइप ए और टाइप बी खोपड़ी था अन्य एक ल्हासा जिले से था एक और जगह इसलिए हमें उस जगह में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए हम केवल इसका उपयोग कर रहे हैं जिसमें टाइप ए टाइप बी खोपड़ी है इसलिए अब शोधकर्ता जानना चाहते हैं कि इसे 5 मानदंड मिले हैं अब ये 5 मानदंड इसके 5 इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स हैं तो इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स क्या हैं खोपड़ी की सबसे बड़ी लंबाई खोपड़ी की सबसे बड़ी क्षैतिज चौड़ाई जिसका मतलब है कि खोपड़ी की चौड़ाई क्या है खोपड़ी की ऊंचाई ऊपरी चरण की लंबाई फिर चीकबोन की दूरी है इसलिए यह 5 जो आप जानते हैं कि वैरिएबल्स का उपयोग किया गया है और शोधकर्ता को उपलब्ध 32 खोपड़ी की मदद से एक समीकरण बनाया गया है अब वह भविष्य में उम्मीद करता है मान लीजिए एक नई खोपड़ी मिली है वह भेदभाव करने और रहने में सक्षम हो सकती है क्या यह खोपड़ी इसके आधार पर है कि आप माप जानते हैं क्या यह सिक्किम क्षेत्र से है या ल्हासा क्षेत्र से है इसलिए यह केवल सही तरीके से भेदभाव करने का एक तरीका है तो आइए देखें कि तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए जिससे आपके हित में होने वाले दो प्रश्न हों क्या पाँच माप खोपड़ी के दो अस्यूमड ग्रुप्स के बीच भेदभाव करते हैं और क्या उनका उपयोग अन्य खोपड़ियों को वर्गीकृत करने के लिए एक उपयोगी नियम का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है जो कि उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए 32 खोपड़ियों को लेते हुए उन्होंने एक समूह बनाने की कोशिश की है जैसा कि मैंने कहा था कि एक समूह और यह दो समूह A और टाइप B टाइप करते हैं और एक डिस्क्रिमिनैंट स्कोर बनाया जाता है और उसी के आधार पर हम यह तय कर पाएंगे कि यह किस तरह की खोपड़ी है जैसा कि मैंने कहा जैसा कि कहा जाता है यदि आप देख सकते हैं तो डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस वर्गीकरण में मदद करता है लेकिन जब मैं कहता हूं कि वर्गीकरण आप कहीं न कहीं आखिरी में याद कर रहे होंगे हमने क्लस्टर एनालिसिस के बारे में चर्चा की थी क्लस्टर एनालिसिस भी एक महत्वपूर्ण उपकरण को वर्गीकृत करता है अगर उस समय मैंने कहा था क्लस्टर को मूल रूप से वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए इस क्लस्टर और डिस्क्रिमिनैंट में क्या अंतर है क्लस्टर केवल तब समूह बनाता है जब इसमें समूह नहीं होते हैं इसलिए समूह समूहों को विकसित करता है प्रारंभ में अनक्लासिफाइड डेटा की टिप्पणियों से दूसरी ओर डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस पहले से ही क्लासिफाइड डेटा के आधार पर नियमों को प्राप्त करता है और अब व्यक्ति को अपनी विशेषताओं विशेषताओं या इंडिपेंडेंट वैरिएबल्सके अनुसार व्यक्ति को सही समूह में रखता है इसलिए यह मूल अलग है ताकि कैसे क्या आप ऐसा करते हैं मैं सिर्फ एक उदाहरण लेकर आया हूं कि इसे कैसे करें SPSS के माध्यम से इसे करने के लिए कुछ मूल्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जब आप डिस्क्रिमिनैंटके बारे में बात करते हैं अब एक बात यह है कि एक चीज़ है जिसे एक डिस्क्रिमिनैंट स्कोर कहा जाता है या आप कट ऑफ स्कोर भी जानते हैं सही कट ऑफ स्कोर अब एक बार जब आप कहते हैं कि आपने एक डेटा बनाया है और आपने एक कट ऑफ मान का फैसला किया है तो कहने दें कि कट ऑफ का मान दें 06 का कहना है कि अब कट ऑफ का मान 06 है फिर आप कहते हैं कि दो समूह हैं और इस कट ऑफके आधार पर हम कहेंगे कि क्या वह व्यक्ति या व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा जो समूह 1 या समूहA या समूह BAया B है यदि यह मान लें कि यह 06 से अधिक है यह A है मान लें कि यदि यह समूह B से कम है तो यदि यह उच्च है तो A को छोड़ दें इसलिए शोधकर्ता के लिए कट ऑफ वैल्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण है अब वह कट ऑफ वैल्यू कैसे खोजता है देखेंगे कि इसलिए सबसे पहले हमें एक स्कैटर प्लॉट से गुजरने दें बस हम डेटा के स्कैटर प्लॉट को तय करेंगे डेटा का स्कैटर प्लॉट बनायंगे सभी मैट्रिक्स वैरिएबल्स को क्षैतिज चौड़ाई ऊँचाई ऊपरी चेहरे की लंबाई चेहरे की चौड़ाई के रूप में लिया जाता है और कहा जाता है कि खोपड़ी के प्रकार A या टाइप B के आधार पर मार्कर्स को शोधकर्ता जानता है तो आइए हम बताते हैं खोपड़ी संख्या 3 आइए हम कहते हैं कि सिक्किम से हैं और विशेषताएं ये थीं खोपड़ी संख्या 7 हमें लसा कहने से थी और ये विशेषताएं थीं इसलिए वह जानता है कि उसने खोपड़ी के प्रकार द्वारा मार्कर्स सेट किए हैं अब यदि आप इस आरेख को देखते हैं हालांकि आम तौर पर यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि एक डाईग्रमैटिक रिप्रजेंटेशन से बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है तो कम से कम मेरा मानना है तो आप क्या करते हैं यदि आप इसे देखते हैं तो यह हमें दो आयामों में ग्रुप सेपरेशन का आकलन करने की अनुमति देता है समूह ए और बी यह सुझाव देता है कि खोपड़ी की सबसे बाहरी लंबाई और 154 के बीच चेहरे की चौड़ाई 154 1 यह सहसंबंध की तरह है इसलिए सहसंबंध तो 154 यह गाल की हड्डी की दूरी है यह एक है 5 तो आपके पास 1 है और फिर आपके पास 4 ये तीन हैं यदि आप देखते हैं कि हम उन्हें देखते हैं और यदि आप डेटा को देखते हैं तो आप खोपड़ी के प्रकार को जानते हैं उनके स्पष्ट रूप से जुदाई है अलग है लेकिन इस मामले में अन्य मामलों में उदाहरण के लिए यह सुपर इम्पोज़ड है ताकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भेदभावपूर्ण विश्लेषण है मान लीजिए वहाँ बहुत अधिक है थोड़ा ओवरलैप है तो हम कहेंगे कि यह अच्छी तरह से भेदभाव करता है लेकिन क्या होगा यदि डेटा अत्यधिक सुपर इम्पोज़ड है तो यदि यह क्षेत्र है तो यह इस मामले में बहुत अधिक सुपर इम्पोजिशनहै हम यह नहीं कह सकते कि यह अच्छी तरह से भेदभाव कर रहा है इसी तरह जब मान लीजिए कि डेटा है तो आपको पता है कि डेटा वहां मौजूद है और मान लीजिए कि एक और तरह का डेटा है तो हम कहें कि यह वही है जो यह दिखा रहा है मान लीजिए कि यह बीच में लगाया गया ब्याज है तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए भेदभाव का एक स्पष्ट पैटर्न होना चाहिए तो हम देखते हैं कि यह कैसे किया जा रहा है तो हम फिशर के लीनियर डिस्क्रिमिनैंट फंक्शन का उपयोग करते हैं इसलिए फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनैंट फंक्शन मुझे लगता है कि यह वही है जो Z है इसलिए इस Z का मान है और हम इस Z मान को मापने जा रहे हैं इसलिए इस Z मान की मदद से एक बार जब आपके पास Z मान होता है तो आपके लिए यह जानना आसान हो जाता है कि यह किस समूह में आता है आइए देखते हैं अब तुम कैसे करते हो इसलिए SPSS में उदाहरण के लिए मैं SPSS का उपयोग कर रहा हूं इसलिए यदि आप एक वर्गीकरण में जाते हैं तो विश्लेषण करते हैं फिर वर्गीकृत करते हैं और फिर भेदभाव होता है इसलिए एक बार जब आप वहां जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके समूहीकरण चर की न्यूनतम संख्या क्या है इसलिए यदि हम कहें कि दो समूह केवल सिक्किम और ल्हासा हैं तो दो समूह हैं इसलिए 1 और 2 लेकिन मान लीजिए कि दो से अधिक समूह हैं तीन समूह भी हो सकते हैं इसलिए उच्चतम मान 3 होगा सबसे कम मूल्य 1होगा इसलिए मान लीजिए कि यह 4 है तो 1 और 4 होगा लेकिन याद रखें कि आप बहुत से ऐसे समूहों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप समूह भी जानते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं अगर आप बहुत सारे समूहों को लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉवर बहुत जटिल हो जाएगी और बहुत स्पष्ट नहीं होगी कि यह एक तरह से कम हो जाएगी इसलिए अब हमने इसका मतलब निकाल लिया है कि यह फिशर का गुणांक है और अनस्टैण्डर्डाइज़्ड में स्टैण्डर्डाइज़्ड और अनस्टैण्डर्डाइज़्ड के बीच अंतर है स्टैण्डर्डाइज़्ड अच्छा है क्योंकि कुछ मामलों में स्टैण्डर्डाइज़्ड हमें तुलना करने में मदद करता है लेकिन अनस्टैण्डर्डाइज़्ड यह सहायक भी है क्योंकि यह रॉ डेटा में फिट बैठता है और आपको बहुत कुछ देता है यह गणना करना बहुत आसान है कि मूल अंतर है इसलिए एक बार जब हमने इस ग्रुपिंग वैरिएबल को ले लिया है और इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स दो तरीके हैं तो या तो हम सभी वैरिएबल्स एक साथ रखते हैं इसलिए जब आप एक साथ लेते हैं तो जाहिर है कि सिस्टम इसे एक साथ ले जाएगा और फिर आप जानते हैं कि आप एक गुणांक देते हैं लेकिन एक और तरीका भी है जहां अगर आप रिग्रेशन की तरह उपयोग कर सकते हैं तो आप इसे स्टेप वाइज मेथड में उपयोग कर सकते हैं इसलिए स्टेप विधि जो यह मूल रूप से स्टेप वाइज मेथड में है यह गणना करता है कि यह वैरिएबल का चयन कैसे करता है यह वैरिएबल का चयन महालनोबिस की दूरी के आधार पर करता है तो महालोनोबिस दूरी D2 हम D2 कहते हैं तो महालनोबिस दूरी इंटरनल एल्गोरिथ्म है जिस तरह से उच्चतर है मान लीजिए कि अलग अलग मूल्य हैं हमें 03 07 14 12 08 मान लें कि अब यह क्या है यह उच्चतम मूल्य के साथ एक को लेने की कोशिश करता है और पहले सिस्टम में सही फीड करता है और फिर आगे बढ़ता है इसलिए यदि आप समूह के आँकड़ों को देखते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव वैरिएबल्स हैं जो सिक्किम के लोगों और ल्हासा लोगों के लिए स्टैण्डर्ड डेविएशन है और अब यह आपको एक विचार देगा कि सिक्किम द ल्हासा लोगों के बीच वास्तव में क्या अंतर है लेकिन यह इससे आगे कुछ नहीं कहता है यह अंतर के महत्वपूर्ण के बारे में बात नहीं करता है वह ऐसा नहीं करता है इसलिए यहाँ हमारी दिलचस्पी इस चीज़ को देखने की नहीं है बल्कि हम यह देखना चाहते हैं कि क्या कोई रास्ता है या इस पाँच वैरिएबल्स में से कौन सा वैरिएबल्स है जो दो समूहों के बीच भेदभाव करने में सक्षम हैं और अधिक शक्तिशाली हैं अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास पाँच थे इसलिए हमने कहा कि wको उच्च मान कहें जिसका आम तौर पर बड़ा प्रभाव होगा इसलिए अब ग्रुप कोवैरिअंस के भीतर जब मैं कोवैरिअंस मैट्रिसस के बारे में बात करता हूं तो हमें यह देखने दें इसलिए हम मूल रूप से जो कर रहे हैं वह आपको अगले सक्षम में एक लॉग निर्धारक दे रहा है इसलिए यह खोपड़ी की सबसे बड़ी लंबाई है जो आपको दी गई है और तालिका में जो अधिक महत्वपूर्ण है अब क्योंकि पहले की सारणी को हमारी इतनी आवश्यकता नहीं है इसलिए यह दो तालिकाएँ अब लॉग डेटर्मिनेंटस का अर्थ है कि इसे रैंक्स में बदल दिया गया है और निर्धारकों के नैचुरल लॉग आपको दिए गए हैं जिसका अर्थ है कि मूल मानों को एक लॉग वैल्यूlog valueमें बदल दिया गया है और परीक्षण के परिणाम इसलिए दिए गए हैं हालांकि यह परीक्षा परिणाम वे क्या कह रहे हैं वे सह भिन्नताओं की समानता को मापते हैं यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है अब उन्हें कैसे पता चला इस मान से इस मान से यदि आप 0249 देखते हैं तो यह सुझाव देता है कि क्योंकि आप 95 आत्मविश्वास के स्तर या 99 आत्मविश्वास के स्तर पर परीक्षण कर सकते हैं यदि यह महत्व स्तर से अधिक है तो α वह मामला जिसे आप अस्वीकार करते हैं आप नल हाइपोथिसिस को स्वीकार करते हैं इसलिए यहां हमारी नल हाइपोथिसिस यह है कि यहां अंतर नहीं है इसलिए ये अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं क्या वे 005 से कम थे मूल्यों के बीच सांख्यिकीय अंतर है लेकिन ऐसा नहीं होता है यहां ऐसा नहीं हो रहा है तो अब इस तालिका में आ रहे हैं अब यह तालिका यदि आप देखते हैं कि आपके लिए दिए गए दो महत्वपूर्ण मूल्य हैं एक तो आईगन वैल्यू है जो यहां बता रहा है कि यह 093 सही है और कैनोनिकल कोरिलेशन अब यह आईगन वैल्यू क्या है इस मामले में भेदभाव का मामला है विश्लेषण कुछ भी नहीं है लेकिन वर्गों के बीच के अनुपात के बीच के अनुपात के भीतर वर्गों के योग के बीच के अनुपात के भीतर नहीं इसलिए यदि आपको याद है कि मैंने आपको यह याद रखने के तरीके से भी समझाया था कि आम तौर पर हम उस त्रुटि के बारे में बात करते हैं जिसमें वह त्रुटि होती है तो यह समझाया गया है यह अस्पष्टीकृत है इसलिए यह मान जितना अधिक होगा यह आईगन वैल्यू उतना बड़ा है वैरिएबल की व्याख्या है इसलिए यहां जो यह कहता है वह कैनोनिकल है यह मानदंड है जो डिस्क्रिमिनैंट फ़ंक्शन एनालिसिस में अधिकतम है अगर यह 093 है तो यह है कि क्या यह संभावना है कि यह वहाँ है कुछ वैरिएबल्स दो समूह 1 और समूह 2 के बीच स्पष्ट रूप से भेदभाव करते हैं और कहते हैं कि कैनोनिकल कोरिलेशन क्या है कैनोनिकल कोरिलेशन अगर आपको याद है कि जैसे रिग्रेशन में r2 था तो हमें r2 का उपयोग करना होगा लेकिन यहाँ रिग्रेशन का मामला यह था कि हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे वैरिएबल्स प्रकृति में मीट्रिक नहीं हैं वे मीट्रिक रूप में नहीं हैं वे एक में श्रेणीबद्ध और मीट्रिक में इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स पर निर्भर हैं तो यहाँ इसीलिए हम कैनोनिकल कोरिलेशन का उपयोग करते हैं लेकिन समझ इस मामले में उदाहरण के लिए समान है 694 या 7 कहने दें 7 मेरी कैनोनिकल कोरिलेशन है और जब आप स्क्वैरड करते हैं यह 49 है इसलिए 49 स्पष्टीकरण इस इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स की मदद से हो रहा है इस प्रकार यदि आप इसे देखते हैं तो इसका कहना है कि इसने सटीक स्कोर लिया है 694 इसलिए कि यह डिस्क्रिमिनैंट फंक्शन स्कोर में विचरण का 48 आ रहा है इसे समूह अंतरों द्वारा समझाया जा सकता है जो केवल मेज़रमेंट वैरिएबल्स का स्वचालित प्रभाव है तो कैसे मेज़रमेंट वैरिएबल्सइसे प्रभावित कर रहे हैं अब अगला है अगर आप विल्क लैंबडा के कुछ कॉल को देखते हैं तो यह फिर से बहुत महत्वपूर्ण है अब विल्क लैंबडा एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग नल हाइपोथिसिस का आकलन करने के लिए किया जाता है एक परीक्षण प्रदान करता है कि जनसंख्या में 5 माप के साधन हैं दो समूहों में एक ही है विल्क लैंबडा का कहना है कि 5 मापों के साधनों में कोई अंतर नहीं है सिक्किम समूह और ल्हासा समूह और लैंबडा गुणांक दोनों समूहों में कुल भिन्नता के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है आप इस तरह समझ सकते हैं कि लैंबडा विल्क लैंबडा और कुछ नहीं है लेकिन वैरिएबल टोटल वैरिएंसेस द्वारा विभाजित है इसलिए वैरिएंस के भीतर टोटल वैरिएंस से विभाजित है तो इसका मतलब है कि अगर मैंने आपको बताया है कि किसी ऐसी चीज के बारे में जो अस्पष्टीकृत है तो अगर मैं अपने लैंबडा मूल्य को उच्च लैंबडा मूल्य मान रहा हूं तो यह क्या दर्शाता है यह इंगित करता है कि इस मामले में सही तरीके से कोई स्पष्ट पैटर्न या कोई स्पष्ट भेदभाव करने वाली शक्ति नहीं है इसलिए यदि आपके पास लैंबडा मूल्य कम है तो बेहतर है कि आप जिस भेदभाव को जानते हैं वह समूहों में भेदभाव करने की क्षमता है तो यह कहते हैं कि लैंबडा गुणांक 518 है और यह इस मामले में महत्वपूर्ण है इसलिए अब अगर यह महत्वपूर्ण है कि इसका क्या अर्थ है तो यह है कि नल हाइपोथिसिस है कि दोनों समूहों में 5 माप एक ही हैं इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जा रहा है इसीलिए इसे इस तरह से खारिज किया जा रहा है कि दोनों समूहों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है क्योंकि नल हाइपोथिसिस यह थी कि वे समान हैं इसलिए वे समान नहीं हैं अब कुछ क्लासिफिकेशन कोफिशिएंट में आते हैं अब यह क्लासिफिकेशन फ़ंक्शन कोफिशिएंट आमतौर पर उपयोग किया जाता है जब आपके पास दो समूह होते हैं जो फ़ंक्शन कोफिशिएंट आप विकसित कर सकते हैं केवल एक है क्योंकि नियम कहते हैं कि फ़ंक्शन कोफिशिएंट्स या आपके पास मौजूद मान हमेशा NG के समूह 1 की संख्या होते हैं यह सूत्र है इसलिए मान लीजिए कि आपके पास तीन समूह हैं तो आपके पास दो फ़ंक्शन कोफिशिएंट्स हैं आप इस फ़ंक्शन को कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन कोफिशिएंट्स देख सकते हैं आपको केवल एक ही मिलेगा यदि आपके पास अधिक है तो तदनुसार उसे एनजी 1 होना चाहिए तो अब सवाल यह है कि आपको क्लासिफिकेशन फ़ंक्शन कोफिशिएंट मिल गया है अब मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं इसका उपयोग हमारे z मानों को बनाने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए अब इस मामले में x मान आमतौर पर आप यह नहीं जानते हैं कि आप में से अधिकांश में नहीं दिया गया है इसे बेहतर तरीके से नहीं समझाया गया है कि यह कैसे होता है अब यह है कि यह वास्तव में कैसे किया गया है यदि आप देखते हैं कि क्या आप सिक्किम और ल्हासा के मूल्यों को देखते हैं इन दोनों के बीच के अंतर का उपयोग यहाँ Z स्कोर की गणना के लिए किया जाता है अब Z स्कोर उदाहरण के लिए आप Z 009 माप 1 देखते हैं जो कि X1 0156 x2 0005 x3 0177 x4 है और इसी तरह x5 0177 के लिए है अब इन दोनों के बीच क्या अंतर है अगर आप देख सकते हैं तो ये दो मूल्य और कुछ नहीं है लेकिन Z का मतलब है मीन स्कोर यह डिस्क्रिमिनैंट फ़ंक्शन स्कोर्स का सैंपल मीन प्रदान करता है अब मुझे लगता है कि हमें वापस जाने और जाँच करने की आवश्यकता है इसलिए आपको यह फ़ंक्शन कोफिशिएंट मिल गया है अब कुछ ऐसा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसे अब ग्रुप सेंट्रोइड्स कहा जाता है अब ग्रुप सेंट्रोइड्सक्या हैं ग्रुप सेंट्रोइड्स कुछ भी नहीं है लेकिन जब आपके पास इस मामले में दो समूह हैं सिक्किम और ल्हासा ग्रुप स्कोर्स के साधनों का औसत ग्रुप सेंट्रोइड्स और कुछ नहीं है लेकिन विशेष समूह के स्कोर का औसत उदाहरण के लिए मान लें कि आपके पास जो भी मूल्य हैं इसलिए यदि आप उन मूल्यों को सही मानते हैं तो यह कुछ औसत मानों को ढूँढता है जो कि यह सेंट्रोइड्स है उदाहरण के लिए अब यह स्कोर यह सेंट्रोइड्स बन जाता है कि आप सही तुलना करने का आसान तरीका जानते हैं अब उदाहरण के लिए इन केंद्रों की मदद से इस मामले में हम कट ऑफ स्कोर पाते हैं अब कट ऑफ स्कोर जो मैंने पहले कहा था अब यह कट ऑफ स्कोर क्या है आम तौर पर यदि आपके दो समान समूह हैं तो सूत्र Z Z 2 है लेकिन अगर आपके समूह असमान हैं तो यह सूत्र Na x Zb Nb x Za Na Nb में बदल जाएगा इसलिए इसके द्वारा मैं कटऑफ वैल्यू को सेंट्रोइड्स के रूप में ढूँढ सकता हूँ कट ऑफ स्कोर जो भी आता है कट ऑफ स्कोर को कभी कभी जेड क्रिटिकल भी कहा जाता है अब जब Z महत्वपूर्ण की Z मान के साथ तुलना की जाती है और Z मान की गणना की जाती है और तदनुसार यदि यह कम या ज्यादा होता है तो आप तय करते हैं कि क्या नई खोपड़ी आपको लगता है कि यह इस समूह या अन्य समूह में आ जाएगी उदाहरण के लिए इस मामले में सिक्किम के लिए फ़ंक्शन ग्रुप का केंद्र 0877 है ल्हासा 0994 है अब सेंट्रोइड की गणना की गई है कट ऑफ स्कोर की गणना 0085 के रूप में की गई है समान समूहों को मानते हुए यह केवल औसत लिया है इसलिए नई खोपड़ी 00585 से ऊपर स्कोर करती है क्योंकि आपको समझना होगा अब हालांकि दो समूह हैं शोधकर्ता के पास केवल एक विशेष मूल्य है और यह विशेष मूल्य जो इसे मिला है कि तुलना करने का तरीका होना चाहिए 00585 को 00585 से ऊपर कुछ भी सौंपा जाएगा 00585 से कुछ भी ऊपर यह ल्हासा को सौंपा गया है जो फ़ंक्शन वैल्यू के अनुसार 0994 है और अगर इससे कम है अगर यह 005 ल्हासा से ऊपर है अगर यह 00585 से कम है तो यह सिक्किम में चला जाता है तो यह कटऑफ वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है या डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण संख्या है इसके बिना आप भेदभाव नहीं कर सकते या आप नए चरित्र नए व्यक्तित्व या नए व्यक्ति या नए ग्राहक या नए खोपड़ी को इस मामले में सही समूह में नहीं रख सकते तो ये कुछ स्टैण्डर्डाइज़्ड वैल्यू हैं मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूं इसलिए यह एक बात महत्वपूर्ण है जब आप एक अध्ययन कर रहे हैं तो इस मामले में मान लीजिए कि हमारे सभी माप एक ही तरह का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं वे मिलीमीटर का उपयोग कर रहे हैं हाँ लेकिन कुछ निश्चित हो सकता है ऐसे मामले जहां आपने इस डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस का उपयोग किया है और इंडिपेंडेंट वैरिएबल्स विभिन्न प्रकार के माप पैमानों का उपयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में यह आपके लिए एक शोधकर्ता के रूप में आवश्यक है कि आप यह समझें कि आपको स्टैण्डर्डाइज़्ड वैल्यूज का स्टैण्डर्डाइज़्ड और उपयोग करने की आवश्यकता है यदि आप स्टैण्डर्डाइज़्ड मूल्यstandardizedवैल्यू का उपयोग नहीं करते हैं जो आप कुछ कर रहे हैं वह पूरी तरह से आप बड़ी त्रुटि जानते हैं और अब इस मामले में स्टैण्डर्डाइज़्ड डिस्क्रिमिनेट फ़ंक्शन कोफिशिएंट को देखते हुए हम देख सकते हैं इस 5 वैरिएबल्स में से जो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉवर में सबसे कम योगदान दे रहा है वह है 017 यह वह कोफिशिएंट है जिसका कोफिशिएंट 017 है यह खोपड़ी की ऊँचाई है इसलिए खोपड़ी की ऊँचाई वास्तव में खोपड़ी की ऊँचाई से सक्षम नहीं है आप यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं यह खोपड़ी सिक्किम या ल्हासा से है लेकिन अगर आप अन्य को देखें जो गाल की हड्डियों के बीच 0627 चरण की चौड़ाई है तो गाल की हड्डियों के बीच की दूरी यह तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि क्या आप जानते हैं कि खोपड़ी सिक्किम से है या ल्हासा से सही है ये फिर से मैं कुछ 0578 है इसलिए यह भी है कि आपको दिशा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि आपको स्कोर के बारे में पता है अब एक बार आपने यह कर लिया है यह कुछ क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है या परिणाम अब एक बार जब आप कर चुके हैं तो आप सवाल को कैसे मान्य करते हैं यह है कि मैंने पिछले सत्र में भी कहा होगा कि आप मान्य करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास यह एक सरल तरीका है आप बस बाईफरकेट कर सकते हैं संपूर्ण डेटा को दो भागों में विभाजित करें जिसे आप विश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं और अन्य जो आप हमारे लिए उपयोग करते हैं उसे होल्ड आउट सैंपल के रूप में कहते हैं और फिर आप दोनों पर अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं यह तो हुई एक बात इसलिए इस मामले में जब आप देखते हैं कि मूल मूल्यों को लिया जाता है तो स्किम की 14 खोपड़ी वास्तव में सिक्किम समूह में गिर गई लेकिन गलती से 3 ल्हासा समूह में चला गया क्योंकि यह भ्रम की स्थिति है इसी तरह ल्हासा के तीन मामले हैं जो वास्तव में गिर गए थे 12 में ल्हासा समूह में मूल रूप से गिर गया और तीन सिक्किम समूह में गिर गए तो अब सटीकता क्या है सटीकता परिणाम है इसका मतलब यह है कि यह 813 है इसलिए यह 17 82 4 है अब 824 प्रतिशत है तो 1417 और ल्हासा के प्लस 15 80 ताकि मुझे क्लासिफिकेशन पॉवर मिलती है इसी तरह यह एक क्रॉस वैलीडेटेड रिजल्ट है तो क्रॉस वैलीडेटेड रिजल्ट में अगर मान लें कि इस मामले में सोच में काफी कमी है तो हां इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन में कहा गया है कि 656 की व्याख्या केवल इसलिए की गई थी जब पहले की तुलना में सुझाव की तुलना में काफी कम सफलता दर हो यह तब होता है जब यह मार्कर के लिए सोचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है या हमें बैंकर या किसी को भी कहने दें कि क्या कुछ और है जो हम चूक गए हैं या हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्रॉस वैलिडेशन के बाद स्कोर हमें क्यों कहना चाहिए क्रॉस 813 से घटकर 656 हो गया है आप इसे उसी तरह से भी माप सकते हैं तो यह एक फीड बैक देता है या यह आपको चर्चा करने या यह तय करने के लिए एक इनपुट देता है कि मार्केटर को क्या करना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि यह सटीकता दर बहुत भिन्न नहीं है इसलिए हम सभी को इस सत्र के लिए डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस की उम्मीद है आपके लिए यह स्पष्ट है कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि एक रिग्रेशन स्कोर की तरह डिस्क्रिमिनैंट स्कोर क्या है इसलिए आपके पास डिस्क्रिमिनैंट स्कोर है और एक कोफिशिएंट की तरह यहां भी आपके पास एक कोफिशिएंट है यह सभी एक ही है और यह MANOVA का विलोम है जिसे मैंने कहा है MANOVA का एक विलोम है जिसे मैंने डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस के अंतिम सत्र में प्रथम श्रेणी में कहा है और अंत में आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या दो समूह या तीन समूह या चार समूह हैं मैं कैसे तय करता हूं कि वे कौन से चर हैं जो एक्सप्लनेशन पॉवर में सबसे अधिक योगदान दे रहे हैं और एक विशेष उम्मीदवार में गिर जाएगी या नहीं यह तय करने के लिए कट ऑफ स्कोर क्या है एक समूह या दूसरा तो यह वह है जो डिस्क्रिमिनैंट एनालिसिस करता है इस सत्र के लिए बहुत बहुत